कीवर्ड फील्ड बस नेटवर्क नियंत्रक संचार पुनरावर्तक फील्ड बस उपकरण ऑपरेशन स्टेशन जंक्शन बॉक्स औद्योगिक स्वचालन और एनपीटीईएल के नियंत्रण पर पाठ्यक्रम के 37 पाठों में आपका स्वागत है इस पाठ में हम एक कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं या बल्कि मुझे ऐसे बुद्धिमान उपकरणों का नेटवर्क कहना चाहिए जो औद्योगिक स्वचालन के लिए उपयोग किए जाते हैं तो यह एक नेटवर्क है यह एक डिजिटल कंप्यूटर संचार नेटवर्क है हालांकि इस नेटवर्क पर बात करने वाले विभिन्न उपकरण हैं स्वचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण उदाहरण के लिए यह एक सेंसर हो सकता है या यह एक नियंत्रक हो सकता है या यह एक ऑपरेटर स्टेशन हो सकता है इसलिए हम देखेंगे कि यह कैसे इस प्रकार का नेटवर्क कर सकता है प्रस्तावित किया गया है इसका मानक प्रस्तावित किया गया है और यह फैक्ट्री वाइड कंट्रोल सिस्टम के लिए किस प्रकार की कार्यक्षमता और लाभ ला सकता है इसलिए हम निर्देशात्मक उद्देश्यों से शुरू करते हैं तो निर्देशात्मक उद्देश्य सबसे पहले छात्र एक नियोजित नेटवर्क के लिए बुनियादी प्रेरणाओं को समझाने में सक्षम होंगे यह वास्तव में प्रक्रिया स्वचालन के लिए एक नेटवर्क बनाने में कैसे मदद करता है वे इस व्याख्यान के पहले भाग में वर्णन करेंगे जिसका अगले पाठ में पालन किया जाएगा भौतिक नेटवर्क संरचना का वर्णन करेगा कि कैसे विभिन्न तार जुड़े हुए हैं और यह किस तरह के फायदे लाता है आप इंस्टालेशन कमीशनिंग को जानते हैं दूसरा यह फील्डबस नेटवर्क प्रोटोकॉल समग्र नेटवर्क प्रोटोकॉल संरचना का वर्णन करेगा जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर संचार है वास्तव में एक जटिल प्रोटोकॉल जहां सॉफ्टवेयर की परतें मौजूद हैं और वे एक दूसरे के साथ बात करते हुए अंत में दो भौगोलिक रूप से दूर के उपकरणों के बीच संचार को ठीक महसूस करते हैं इसलिए हम पहले हम इस संरचना पर बुनियादी नज़र डालेंगे और इसकी तुलना सामान्य से करेंगे और एक सामान्य कंप्यूटर संचार मॉडल है जो बहुत लोकप्रिय है और अच्छी तरह से ज्ञात है जिसे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट मॉडल कहा जाता है तो यह ओएसआई मॉडल के साथ फील्डबस के प्रोटोकॉल मॉडल की तुलना करेगा और आप के तंत्र का वर्णन करने में सक्षम होंगे बस में उपकरणों के बीच संचार का समन्वय वास्तव में पाठ के इस हिस्से में इस संचार की निचली दो परतों पर चर्चा की जाएगी इसलिए सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि फील्डबस क्या है वास्तव में एक फील्डबस वास्तव में एक डिजिटल संचार नेटवर्क है जो कि प्लांट वाइड नियंत्रण और स्वचालन गतिविधियों के लिए स्मार्ट फील्डबस उपकरणों और नियंत्रण प्रणालियों को आपस में जोड़ने के लिए बनाया गया है तो पहले भी आप जानते हैं कि आप एक रिमोट सेंसर कनेक्ट कर सकते हैं एक सेंसर जो कुछ हद तक दूर है हमें एक नियंत्रक कहते हैं इसलिए इसके लिए लोग विभिन्न प्रकार की संचार तकनीकों का उपयोग करते थे उदाहरण के लिए लोग 4 20 mA एनालॉग तकनीक का उपयोग करते थे जहाँ आप जानते हैं कि मेरा मतलब है कि वर्तमान ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता था नियोजित किया जाता था जैसा हमने देखा है वर्तमान संचरण आप शोर उन्मुक्ति के संदर्भ में कुछ लाभ जानते हैं लेकिन यह अभी भी तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक आदिम तकनीक है जिसमें कई सीमाएं हैं इसलिए फील्डबस ने इसे 4 20 एमएए एनालॉग प्रौद्योगिकी के लिए बदल दिया और यह फील्ड माउंटेड डिवाइसेस पर एकीकृत नियंत्रण और निगरानी कार्य भी प्रदान करता है पहले जो हुआ करता था वह यह है कि फील्ड माउंटेड डिवाइसेस जो ज्यादातर उपयोग किए जाते हैं कम्प्यूटेशन करने में सक्षम नहीं थे तो इस अर्थ में कि वे सक्षम नहीं थे वे बुद्धिमान नहीं थे इसलिए वे मुख्य रूप से उपकरण थे इसलिए वे उपकरण जो शक्ति को संभालेंगे और वास्तव में भौतिक प्रभाव पैदा करेंगे प्रवाह के संदर्भ में उदाहरण के लिए एक वाल्व शायद एक वाल्व पोजिशनर वास्तव में वाल्व शाफ्ट को चलाएगा या यह एक हीटर हो सकता है सही इसलिए पहले क्षेत्र की निगरानी करने वाले उपकरण अनजाने में थे और इसलिए सभी नियंत्रण निगरानी गतिविधियों को एक मेजबान कंप्यूटर पर स्थित करना पड़ता था इसलिए प्रत्येक इसलिए सभी संकेतों को केंद्रीय कंप्यूटर पर ले जाया जाना चाहिए जिसमें बहुत बड़ी वारिंग होती है और डेटा शोर पैदा होता है तो इन दोषों को हटा दिया जाएगा अगर हम क्षेत्र की निगरानी करने वाले उपकरणों पर कुछ बुद्धिमान हो सकते हैं ताकि कुछ सार कमांड सिग्नल वास्तव में आएंगे और नियंत्रण संकेत जो निम्न स्तर के नियंत्रण संकेत होंगे जहां फीडबैक लिया जाता है और नियंत्रक वास्तव में आउटपुट उत्पन्न करता है इस तरह के संकेतों को डिवाइस पर ही गणना की जा सकती है और यह डिजिटल संचार नेटवर्क होने का एक बड़ा फायदा यह है कि यह डेटा उपलब्धता को बढ़ाता है तो अब आप बहुत आसानी से पौधे व्यापी समन्वय गतिविधियों को लागू कर सकते हैं इसलिए आप हमें यह कहने में समन्वयित कर सकते हैं मान लीजिए कि आपकी एक दुकान है जो दूसरी दुकान में खिला रही है या आपके पास एक विधानसभा स्टेशन है जो दूसरे विधानसभा स्टेशन में है इसलिए यदि आप अधिक कुशल उत्पादन के लिए इन स्टेशनों के बीच गतिविधि का समन्वय करना चाहते हैं तो अब यह संभव है क्योंकि एक डिजिटल संचार नेटवर्क पर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में बड़ी मात्रा में डेटा साझा करना आसान आसान और तेज़ है और इसलिए कुशल और विश्वसनीय उत्पादन के लिए आप सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अपने में बहुत अधिक बुद्धिमान समन्वय रख सकते हैं तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो एक फील्ड बस में उपलब्ध हैं और स्वाभाविक रूप से हमारे पास है इसलिए फील्डबस में से एक आपके द्वारा उच्च गति और विश्वसनीय संचार के लाभों में से एक है इसलिए आप दोनों गति बढ़ाते हैं और आप विश्वसनीयता बढ़ाते हैं विश्वसनीयता डिजिटल संचार से आती है विश्वसनीयता विभिन्न प्रकार के विशेष से आती है फाइबर ऑप्टिक केबल जैसे मीडिया के प्रकार पुराने सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले तारों की तुलना में फील्डबस प्रणाली में उपयोग किए जाते हैं इसलिए क्योंकि यह दो कारणों से यहां बहुत महत्वपूर्ण है पहला कारण यह है पहला कारण यह है कि औद्योगिक वातावरण वास्तव में बहुत कठोर है इसलिए बहुत सारे हैं आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कर सकता है चारों ओर कंडक्टरों को ले जाने वाली बड़ी विद्युत धाराएँ हैं इसलिए आपके पास बहुत सारे चुंबकीय और बिजली के हस्तक्षेप हैं तो पर्यावरण बहुत शोर है इसलिए ताकि डेटा दूषित होने की संभावना वास्तव में बहुत अधिक है और दूसरी बात यह है कि भ्रष्ट डेटा होने के परिणाम क्योंकि यह एक नियंत्रण अनुप्रयोग है जैसा कि आपने इस पाठ्यक्रम पर कई बार जोर दिया है यह औद्योगिक स्वचालन एक महत्वपूर्ण प्रकार का कंप्यूटिंग है और यहां आवश्यक है तो यहाँ अगर डेटा दूषित है तो इससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है आप पैसे के मामले में विनाशकारी परिणाम मानव सुरक्षा और इस तरह की चीजों के बारे में जानते हैं इसलिए संचार की विश्वसनीयता वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण है इसलिए हम फील्डबस का उपयोग कर रहे हैं आप दोनों संचार की गति बढ़ाते हैं जिससे आप बड़ी मात्रा में डेटा को छोटे समय में एक्सचेंज कर सकते हैं और आप उन्हें मज़बूती से एक्सचेंज कर सकते हैं तो फिर डेटा उपलब्धता को बढ़ाएं हमने पहले ही उनके बारे में बात की है इसलिए आप वास्तव में इस नेटवर्क के कारण हो सकते हैं जो आपके पास है आप वास्तव में बड़ी मात्रा में उपकरणों से डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं और फिर बड़ा हो सकता है बड़े पैमाने पर समन्वय कर सकते हैं क्षेत्रों आप निगरानी कर सकते हैं आप पूरी उत्पादन प्रक्रिया अनुकूलन कर सकते हैं इसलिए इस तरह के कार्य अब एक स्वचालित फैशन में करना संभव है और पहले की तुलना में बहुत अधिक सामयिक फैशन में फिर सिस्टम घटकों के आसान विन्यास और अंतर क्षमता यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है एक प्रक्रिया स्वचालन प्रणाली में सैकड़ों और हजारों विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं इसलिए यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में एक भाषा में दूसरे से बात करेगा तो आप वास्तव में एक प्रारूप में डेटा का आदान प्रदान करेंगे जो दूसरे के लिए स्वीकार्य है और इच्छाशक्ति उस डेटा का अर्थ बनाएगा जो इसे दूसरे से प्राप्त हुआ है फिर आपको उन्हें ठीक से कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता है और एक नेटवर्क पर सैकड़ों हजारों उपकरणों को कॉन्फ़िगर करना एक सरल काम नहीं है सबसे पहले दूसरे मेरा मतलब है कि डिवाइस हमेशा जुड़ जाते हैं इसलिए हर बार जब आप एक डिवाइस जोड़ते हैं तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन की समस्या होती है दूसरी बात दूसरी बात यह है कि जब वे एक दूसरे के साथ निर्बाध रूप से बात करते हैं तो इंटरऑपरेबिलिटी का अर्थ है कि दो डिवाइस आपस में जुड़े होते हैं अब पहले जो हुआ करता था वह यह है कि प्रौद्योगिकी की मालिकाना प्रकृति के कारण जो मानक नहीं था इसलिए आप कंपनी ए को वास्तव में जानते हैं कंपनी ए के नियंत्रक शायद कंपनी ए के ऑपरेटर स्टेशन से बात करेंगे लेकिन यह कंपनी के बी से बात नहीं करेगा ऑपरेटर स्टेशन इसलिए हर कंपनी के अपने मानक होते थे अब जब आपके पास है एक बार जब आप किसी दिए गए कंपनी के उपकरण के कुछ हिस्सों को खरीदते हैं तो आप वास्तव में उस कंपनी से बंध जाते हैं क्योंकि यदि आप किसी अन्य कंपनी से कुछ और खरीदते हैं तो बेहतर कार्यक्षमता हो सकती है जो सस्ती हो सकती है लेकिन फिर भी आप हमेशा शुरुआत करते हैं क्योंकि यह उस नियंत्रक से बात नहीं करेगा जो आपके पास पहले से है तो इसका मतलब है कि ये डिवाइस इंटरऑपरेबल नहीं हैं इसलिए उस समस्या को हटा दिया गया है क्योंकि अब यह मांग की गई है कि सभी फील्डबस संगत यदि कोई कंपनी एक डिवाइस बनाती है और इसे फील्डबस मानक संगत घोषित किया जाता है तो यह किसी भी तरह से इंटरऑपरेबल होगा अन्य फ़ील्डबस संगत डिवाइस जो भी कंपनी द्वारा निर्मित की जाती है इसलिए ग्राहक के लिए विकल्प कई गुना बढ़ गए हैं यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा और सस्ती कीमत पर बेहतर गुणवत्ता और कार्यक्षमता के उत्पादों को लाएगा तो इसका बहुत बड़ा परिणाम है इसलिए यह है कि आपने वास्तव में मानकीकृत किया है यह पीसी बाजार की तरह ही है आप जानते हैं तो अगर आप हमेशा एक खरीद सकते हैं तो हम कहते हैं कि कंपनी बी से एक नेटवर्क कार्ड और कंपनी सी से हार्ड डिस्क नियंत्रक और ए से मदरबोर्ड और यदि आप उन्हें पीसी कैबिनेट पर रखते हैं तो वे बिना किसी समस्या के काम करने जा रहे हैं इसलिए हम चाहते हैं कि औद्योगिक स्वचालन के मामले में भी इस तरह की अंतर निर्भरता हो तो यह फील्डबस द्वारा पेश किया जाता है फिर बहुत बड़े तारों के फायदे होते हैं क्योंकि यह एक ऐसा नेटवर्क है जिस पर उपकरणों को लटका दिया जाता है जिससे आपको बहुत अधिक तारों के फायदे होते हैं और याद रखें कि सभी तारों का मतलब है इसका मतलब केबल है लेकिन ये तार हैं ये डेटा केबल हैं वे न केवल महंगे हैं उन्हें बिछाना है कमीशन स्थापित करना है और उन्हें सही बनाए रखना है तो यह एक बहुत बड़ा काम है और इसलिए वायरिंग औद्योगिक स्वचालन परियोजना के मामले में वायरिंग का लाभ गैर तुच्छ है वायरिंग लाभ देखें कि यह कैसे आता है यह इस तथ्य के कारण आता है कि यदि आपके पास है तो आइए हम 4 20 एमए कहते हैं जिसका मतलब है कि कुछ संख्या में उपकरणों को होना चाहिए कनेक्ट किया जा सकता है यदि आप सीधे पॉइंट टू से कनेक्ट करते हैं बिंदु संचार तब प्रत्येक जोड़ी उपकरणों के लिए आपको दो तारों को वास्तव में एक और बिंदु से कनेक्ट करना होगा जहां यह डेटा प्राप्त करेगा यदि आपके पास 4 20 mA तकनीक है तो उसी जोड़ी पर उसी करंट लूप पर आप कई उपकरणों को सही से जोड़ सकते हैं लेकिन उपकरणों की संख्या बहुत कम है तो ऐसा क्या होता है कि आप उदाहरण के लिए बनाते हैं इस आरेख को देखें कि यहां आपके पास कई डिवाइस हैं इसलिए प्रत्येक डिवाइस से आप एक जोड़ी तार चलाते हैं और ये जंक्शन बॉक्स से जुड़े होते हैं और वहां से वे एक के माध्यम से चलते हैं वायरिंग डक्ट इसलिए प्रत्येक डिवाइस में आपके पास तारों की एक जोड़ी होती है वे एक मार्शेलिंग बॉक्स में चढ़ जाते हैं और फिर अंत में एक नियंत्रक I o कार्ड से जुड़ जाते हैं अब यह तारों की मात्रा को देखो इसलिए तीन के लिए आपको छह तीन जोड़ी कंडक्टर चलाने की आवश्यकता है उस के विपरीत एक को देखो यह यहां है कि क्या होता है यहां देखें कि आपके पास ये फ़ील्डबस डिवाइस हैं इसलिए फ़ील्डबस डिवाइस स्थानीय रूप से जंक्शन बॉक्स से जुड़े हो सकते हैं या हमें एक रिमोट आई ओ कहते हैं मेरा मतलब है कि आप किसी तरह का डेटा कंसंटेटर जानते हैं यदि ऐसा है तो यह है कि वे सीधे नेटवर्क से नहीं लटकाए जा सकते हैं अगर वे सीधे एक नेटवर्क से लटकाए जा सकते हैं जो और भी सरल है और फिर इस जंक्शन बॉक्स से वास्तव में नेटवर्क शुरू होता है हम इस भौतिक विन्यास को अभी देखेंगे तो यहां आपके पास केवल एक जोड़ी तार है जिसके आधार पर डिजिटल डेटा या तो बेसबैंड में या मॉड्यूलेशन का उपयोग करके प्रसारित किया जाता है तो इन सभी उपकरणों के लिए आपको वास्तव में नियंत्रक के लिए सिर्फ एक जोड़ी तारों को चलाने की आवश्यकता है इसलिए नियंत्रक इसलिए या तो यह आपके पास जो डेटा है वह वास्तव में समय मल्टीप्लेक्स है इसलिए या तो समय मल्टीप्लेक्स या यदि आप किसी प्रकार के वाहक का उपयोग करते हैं तो यह आवृत्ति विभाजन मल्टीप्लेक्स होगा तो आइए हम समय के मामले में बताते हैं कि क्या होने जा रहा है यह है कि विभिन्न डिवाइस वास्तव में तारों की एक ही जोड़ी पर उच्च गति के डिजिटल डेटा का संचार कर रहे हैं बार तो और नियंत्रक जो यहां है वास्तव में डेटा की उस धारा को प्राप्त कर रहा है और फिर डेटा से उस डेटा को वास्तव में यह समझने में सक्षम है कि कौन सा डेटा आमतौर पर पैकेट के रूप में जाना जाता है और प्रत्येक पैकेट की जांच करके इसे वास्तव में समझता है किस डिवाइस से यह डेटा पैकेट आ रहा है और किस डिवाइस पर इसे सही जाना चाहिए तो यह स्थानीय नियंत्रक के भीतर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करके सभी डिजिटल रूप से किया जाता है जहां तक वायरिंग का सवाल है आप वास्तव में केवल एक जोड़ी तारों को चलाते हैं यह बी है यह वायरिंग का सबसे बड़ा लाभ देता है वहाँ है तो आप जानते हैं कि डिजिटल संचार होने पर भी एक और फायदा है जो आता है क्योंकि आपके पास एक नेटवर्क है बस इसलिए हम इस पर गौर करने जा रहे हैं तो इससे पहले कि हम ऐसा करते हैं इसलिए हम यहां 4 20 एमए के बीच तुलना करते हैं जो कि फील्डबस के साथ एक बहुत पुरानी एनालॉग तकनीक है तो यहां आपके पास प्रति तार उपकरणों की संख्या हो सकती है कभी कभी आप श्रृंखला में कुछ उपकरणों को जोड़ सकते हैं एक फ़ील्डबस में आप बड़ी संख्या में उपकरणों को जोड़ सकते हैं और फिर इन उपकरणों को रिपीटर्स और अन्य चीजों का उपयोग करके और बढ़ाया जा सकता है एक समय में एक डिवाइस पर चूंकि आप एक करंट भेज रहे हैं इसलिए आप वास्तव में केवल एक करंट राइट भेज सकते हैं क्योंकि डेटा आने वाले हर समय निरंतर होता है जबकि आपके पास हजारों चर हो सकते हैं फ़ील्डबस में तारों के एक ही जोड़े पर प्रेषित किया जा सकता है सिग्नल अखंडता क्योंकि यह एनालॉग संचार है हालांकि वर्तमान संचार वोल्टेज संचार की तुलना में अधिक प्रतिरक्षा है लेकिन फिर भी यह अपमानजनक है जबकि फील्डबस उपकरणों की प्रतिरक्षा है क्योंकि यह डिजिटल डेटा है यह काफी उत्कृष्ट है फिर नैदानिक जानकारी क्योंकि आपके पास है क्योंकि फील्डबस में क्योंकि आपके पास बुद्धिमान डिवाइस हैं इसलिए इन उपकरणों का मतलब है कि बुद्धिमान डिवाइस इन डिवाइसों को वास्तव में अपने स्वयं के संकेतों की जांच कर सकते हैं और वास्तव में यह समझने के लिए कंप्यूटिंग कर सकते हैं कि क्या डिवाइस अच्छी तरह से काम कर रहा है या नहीं ठीक से या नहीं या कुछ फाल्ट विकसित होते हैं तो ऐसी जानकारी को वास्तव में नैदानिक जानकारी कहा जाता है तो आप जानते हैं कि नियंत्रकों को वास्तव में नैदानिक जानकारी की बहुत आवश्यकता हो सकती है क्योंकि अन्यथा जब चीजें एक स्वचालित फैशन में चल रही होती हैं तो किसी को यह जानना होगा कि क्या आप सभी एक्ट्यूएटर्स को जानते हैं सेंसर वास्तव में आपको सही डेटा दे रहे हैं या यह है कि सेंसर है विफल रहा है और जो डेटा आपको मिल रहा है वह वास्तव में उचित नहीं है इसलिए इस मामले में फ़ील्डबस स्वयं को बुद्धिमान बताते हैं वे स्वयं अपनी नैदानिक स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं और फिर टॉपप्ले नियंत्रकों को सूचना भेज सकते हैं जिसके आधार पर ये नियंत्रक सही कार्रवाई कर सकते हैं और फील्डबस के लिए व्यापक नैदानिक सुविधा प्रदान की जाती है क्षेत्र नियंत्रण के लिए भी समर्थन है जो कि पीआईडी है जैसे नियंत्रक उपकरणों पर लगाए जा सकते हैं और उन्हें पूरे स्टेशन से कमांड किया जा सकता है ताकि उन्हें कॉन्फ़िगर किया जा सके इसलिए फील्डबस में ऐसे क्षेत्र स्तर नियंत्रण समर्थन मौजूद है जबकि कोई भी 4 20 मा पाश में मौजूद नहीं है तो यह है यह फायदे थे शारीरिक संबंध की इस दक्षता पर वापस आकर आप इसे समझ सकते हैं मान लीजिए कि आपके पास है मुझे लगता है कि आपके पास है आपके पास पहले से ही ये नोड हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ बातचीत करने की आवश्यकता है इसलिए यदि आपके पास बिंदु से बिंदु संचार है तो आपको इन सभी तारों को सही से कनेक्ट करने की आवश्यकता है तो आप देखते हैं कि पूरे प्लांट में कितने शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं वास्तव में ये दूरी काफी पर्याप्त हो सकती है और अगर आपके पास पॉइंट टू पॉइंट संचार प्रणाली है दूसरी ओर यदि आपके पास एक नेटवर्क है तो आप वास्तव में संयंत्र की परिधि के साथ एक नेटवर्क चला रहे हैं उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक और डिवाइस जोड़ना चाहते हैं तो आप एक और डिवाइस लगाते हैं और मान लें कि यह चार अन्य डिवाइसों से बात करता है तो आपको अब इन सभी चार तारों को कनेक्ट करना होगा यदि आपके पास पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन था दूसरी ओर यदि आपके पास एक नेटवर्क है तो आप क्या करेंगे आप बस इसे लटकाएंगे बस इसे नेटवर्क बिंदु में निकटतम बिंदु से कनेक्ट करें तो यह केवल नेटवर्क पर लटका दिया जाएगा और फिर यह नेटवर्क बस पर है इसलिए यह नेटवर्क बस पर किसी अन्य डिवाइस के साथ संचार कर सकता है तो आप समझ सकते हैं कि यदि आप तुलना करते हैं तो इस आरेख में भी यदि आप हरे रंग की रेखाओं के साथ पीले रंग की रेखाओं की लंबाई की तुलना करते हैं तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह के केबल बिछाने के फायदे हैं जो आपको मिल सकते हैं प्लांट में बस या रिंग तरह का नेटवर्क चल रहा है ठीक है और यह आरेख चित्र को स्वयं दिखाता है लेकिन जब आपके पास ऐसे हजारों उपकरण होते हैं तो यह नुकसान हो जाता है मेरा मतलब है कि प्रमुख अब यहाँ इस आरेख में आप देखते हैं कि फील्डबस पर उपकरणों को कैसे जोड़ा जा सकता है तो वहाँ हैं तो आप उन्हें या तो कनेक्ट कर सकते हैं आप एक पेड़ की तरह जानते हैं तो आप या तो एक पेड़ से एक अलग शाखा रख सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए यहां आप देखते हैं कि यह मुख्य नेटवर्क बस चल रही है उस नेटवर्क बस से आप एक लाइन लटका सकते हैं जो एक दूरस्थ I o है दूरस्थ I o का अर्थ है कि यह एक विशेष इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो वास्तव में स्वीकार करता है कई उपकरणों से डेटा जो एक बिंदु से बिंदु फैशन में जुड़े हुए हैं तो यह एक नियंत्रण उपकरण है जो तारों के एक जोड़े से इस रिमोट I o से जुड़ा है यह एक पोजिशनर है जो वाल्व पोजिशनर मान लीजिए जो जुड़ा हुआ है तो इसी तरह अब यह डिवाइस वास्तव में एक नेटवर्क डिवाइस है ये नेटवर्क डिवाइस नहीं हैं तो यह डिवाइस वास्तव में डेटा और इच्छा को स्वीकार करेगा और फिर यह डिवाइस नेटवर्क पर संचारित करेगा आप जानते हैं कि इससे पैकेट बनाना है तो यह है तो आप कई बिंदुओं को प्वाइंट नेटवर्क से सीधे यहां की तरह कनेक्ट कर सकते हैं इसलिए यहां आपके पास एक डिवाइस है जो सीधे नेटवर्क बस से जुड़ा हुआ है यह मुख्य नेटवर्क बस सही चल रही है और या तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं या आप उन डिवाइसों को कनेक्ट कर सकते हैं जो सीधे नेटवर्क से कनेक्ट करने योग्य नहीं हैं जिनकी मदद से रिमोट I ब्लॉक राइट के रूप में जाना जाता है तो ये दो तरीके हैं जिनसे आप फील्डबस पर डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं उदाहरण के लिए यह दिखाता है कि यदि आपके पास वास्तव में है तो आप बहुत विस्तृत संयंत्र क्षेत्र नेटवर्क जानते हैं जो वास्तव में चल सकता है आप किलोमीटर जानते हैं यदि आपने बड़े कारखाने देखे हैं तो आपको पता होगा कि उदाहरण के लिए यदि आप टेल्को जाते हैं या यदि आप टिस्को या किसी बड़े इस्पात संयंत्र में जाना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि यह कारखाना वास्तव में कई वर्ग किलोमीटर का है इसलिए वे बहुत बड़े कारखाने हैं और इसलिए यदि आप प्लांट वाइड नेटवर्क रखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं आपके पास वास्तव में बहुत बड़ी लंबी दूरी शामिल है तो यह आंकड़ा दर्शाता है कि इतनी लंबी दूरी पर अभी भी आप वास्तव में एक नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं तो आप बस सेगमेंट का उपयोग करके जानते हैं इसलिए कई बस सेगमेंट हैं जिन्हें सीधे केबल से जोड़ा जा सकता है और फिर कई बस सेगमेंट को वास्तव में उस चीज़ से जोड़ा जा सकता है जिसे आप पुलों या रिपीटर्स के रूप में जानते हैं तो आप जानते हैं कि यह एक पुनरावर्तक है तो एक पुनरावर्तक वास्तव में आप देख रहे हैं यह जोड़ता है यह एक बस खंड है मुझे बेहतर रंग की कोशिश करने दें इसलिए यह एक बस खंड है और यह पुनरावर्तक वास्तव में बात करता है इसलिए जो भी डेटा है तो अब मान लीजिए कि यह नंबर चार डिवाइस नंबर दो के साथ बात करना चाहता है इसलिए यह इस डेटा को बस में प्रसारित करेगा यह रिपीटर में जाएगा और फिर रिपीटर जानता है कि क्या यह वास्तव में इसके लिए है यह इस रिपीटर में जाएगा यह इस पुनरावर्तक के पास भी जाएगा तो अब इस रिपीटर को पता चल जाएगा कि यह अपने सेगमेंट के किसी डिवाइस के लिए है इसलिए यह इसे बस में फिर से भेज देगा जबकि इस रिपीटर को पता चल जाएगा कि यह डिवाइस के लिए नहीं है डिवाइस नंबर दो अपने सेगमेंट पर मौजूद नहीं है इसलिए यह इसे संचारित नहीं करेगा इसलिए वास्तव में आप ऐसे रिपीटर्स का उपयोग करके एक सेगमेंट से दूसरे तक डेटा प्रसारित कर सकते हैं और इसलिए आप बहुत बहुत व्यापक नेटवर्क या नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जो कि फैला हुआ है जो वास्तव में किलोमीटर पर फैला हुआ है एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क प्रौद्योगिकी का उपयोग करना तो इससे हमें यह पता चलता है कि एक औद्योगिक नेटवर्क कैसे शारीरिक रूप से जुड़ा हुआ है इसलिए एक ऐसी बस है जो पूरे कारखाने में चल रही है इस बस को रिपीटर आदि का उपयोग करके खंडित किया जा सकता है और फिर आपको वास्तव में इस सेगमेंट पर डिवाइस हैंग करना होगा और फिर वे अन्य उपकरणों से बात करेंगे उस खंड या अन्य खंडों में और का उपयोग करके आप देख सकते हैं कि फ़ील्डबस सभी प्रकार के उपकरणों उपकरणों का समर्थन करता है जो नेटवर्क पर सीधे कनेक्ट करने योग्य हैं या जो नेटवर्क पर भी कनेक्ट करने योग्य नहीं हैं